आइए अब चर्चा करते हैं कि किसी भी एप्लिकेशन के लिए PV मॉड्यूल का साइजिंग कैसे किया जाए एप्लीकेशन के दो वर्ग हैं पहला वर्ग है जहां एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है तो हम PV मॉड्यूल का साइजिंग कैसे करते हैं जिसमें एनर्जी स्टोरेज जैसे की बैटरी आवश्यकता नहीं है दूसरा वर्ग उन एप्लीकेशन का है जहां एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरी की आवश्यकता है तो हम उन एप्लीकेशन के लिए कैसे PV मॉड्यूल का साइजिंग कैसे करते हैं जहां बैटरी की आवश्यकता होती है हम इन दोनों मामलों को देखेंगे और देखेंगे कि हम PV मॉड्यूल का साइजिंग कैसे करते हैं कुछ एप्लीकेशन की सूची बनाते हैं एक सबसे आम एप्लीकेशन है जहां PV पावर ग्रिड में पंप किया जा रहा है यह एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो बहुत लोकप्रियता बटोर रहा है आपने देखा होगा कि इमारतों के शीर्ष पर बहुत सी छत पर PV सोलर सेल लगे होते हैं और वे इनवर्टर के साथ एकीकृत होते हैं जो ग्रिड में AC पावर को पंप करने के लिए ग्रिड से जुड़े होते हैं ऐसे एप्लीकेशन को सामान्य रूप से बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है कुछ और एप्लीकेशंस हैं जहां बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है जैसे वाटर पम्पिंग एप्लीकेशन में जहां यह भूमिगत सम्प जहां पानी जमा होता है से ओवरहेड टैंक तक भेजा जाता है और यह भूमि के सिंचाई हेतु भी प्रयोग होता है जहाँ आमतौर पर बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है कुछ कूलिंग एप्लीकेशंस हैं जैसे रेफ्रिजरेशन पेल्टियर कूलिंग एसी जहां आप सामान्य रूप से बैटरी की आवश्यकता के बिना सोलर पावर को थर्मल प्रभाव में परिवर्तित कर उपयोग कर सकते हैं और कुछ हीटिंग एप्लीकेशंस भी हैं जहां आपको बैटरी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है आइए इस विशिष्ट एप्लिकेशन पर विचार करें जिसमें PV पावर को ग्रिड में पंप किया जा रहा है यह एक बहुत ही लोकप्रिय एप्लिकेशन है और आइए हम PV पैनल की साइजिंग के बारे में विचार करने के लिए इसे उदाहरण के रूप में लेते हैं अब मुझे ग्रिड को इन दो लाइनों से दर्शाने दीजिए यह सिंगल फेस ग्रिड है परंतु यह तीन फेस ग्रिड भी हो सकता है और इस ग्रिड से हम पावर ले सकते हैं और पावर डाल भी सकते हैं तो ग्रिड एक बफर के रूप में कार्य कर रहा है इसलिए इन ग्रिड लाइनों के लिए हम लोड को इंटरफेस करेंगे जो एक इमारत के भीतर हैं और उन्हें बिजली की आवश्यकता है और फिर हम ग्रिड से पावर खींचते हैं तो इस फैशन में हम उन लोड को जोड़ते हैं ग्रिड से जो अंदर हैं जिससे वह ग्रिड से पावर खींच सकें और हम इसे मीटर से जोड़ते हैं और फिर उपकरणों को संचालित करते हैं अब मान लीजिए की इमारत की छत हमारे पास एक सोलर पैनल है और यह सोलर एनर्जी को रिसीव और कैप्चर कर रहा है तो यह सोलर एनर्जी बिजली में परिवर्तित हो जाती है और मान लें कि हम इसे मीटर करते हैं और फिर ग्रिड कनेक्टेड इनवर्टर का उपयोग करके उचित तरीके से इसे ग्रिड में डालते हैं तो यह परिदृश्य है इसलिए आइए इस परिदृश्य को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं और देखते हैं कि हम इस PV पैनल को कैसे डिज़ाइन करते हैं तो इससे आपको एक अंतर्दृष्टि और समझ मिलेगी कि हमें क्या करने की आवश्यकता है ग्रिड में डाली जाने वाली एनर्जी की मात्रा PV पैनलों से कैप्चर की गई सोलर एनर्जी की मात्रा है और जिसे हम ग्रिड में डालते हैं हम इसे WHPV के रूप में नाम देंगे जहां वाट आवर एनर्जी की इकाई है और यही हम उपयोग कर रहे हैं और WHload वह एनर्जी है जो उपकरण के द्वारा खपत की जाएगी इसलिए यदि PV एनर्जी नहीं है तो हम केवल दैनिक आधार पर या मासिक आधार पर WHload का ही उपभोग करेंगे और उसके लिए भुगतान करना होगा जो कि मीटर द्वारा मापा गया होगा अब जब हम एनर्जी को वापस ग्रिड में ला रहे हैं तो अब हम कहते हैं कि हमें आवश्यकता है की एक संतुलन बन जाए जिससे नेट एनर्जी 0 के बराबर हो और जिसे हम इस डिज़ाइन में शामिल करें अधिकांश राज्यों और अधिकांश स्थानों पर वाट आवर टैरिफ होगा जो हम ग्रिड से खींच रहे हैं और सोलर एनर्जी के लिए वाट आवर टैरिफ अधिक होगा जो हम ग्रिड में डाल रहे हैं इसलिए ग्रीन एनर्जी को ग्रिड में डालने की कोशिश करने में फायदा है अब मान लीजिए कि WHload का टैरिफ Cload है और जो सोलर एनर्जी आप ग्रिड में डाल रहे हैं उसका टैरिफ है CPV जोकि प्रति वाट प्रति घंटा के लिए है तो हम कुल लागत की गणना कैसे करते हैं कुल लागत के WHloadCload WHPVCPV बराबर होती है अब यह माइनस यह से हमें शुद्ध लागत मिलेगा इसलिए हमारा लक्ष्य शून्य के रूप में शुद्ध लागत रखना है तो शुद्ध लागत को 0 रखने के लिए हमारे पास WH PV WH load C load CPV है हम WHPV को WH load के बराबर कर सकते हैं यदि हम शुद्ध लागत 0 रखने में रुचि रखते हैं जिसमें C load CPV जिसमें लोड का टैरिफ है और PV का टैरिफ बराबर है और इसमें कोई सब्सिडी शामिल नहीं है तो आइए हम इसको लेते हैं और PV पैनलों को डिज़ाइन करते हैं इस वाट आवर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैसे कि WH PV WH load जिससे इमारत की शुद्ध एनर्जी शून्य हो अंदर और बाहर मिलाकर आम तौर पर लोड की पूर्ति की जाती है और मासिक आधार पर बिल भेजा जाता है और इसे units month के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह kWhmonth का पर्याय भी होता है तो यह यूनिट हैं जिनके लिए यह बिल और टैरिफ दिए जाते हैं तो हमारे उद्देश्य के लिए WH load एक दैनिक आवश्यकता है तो हम kWhmonth30 लेंगे जिसे kWhday के रूप में व्यक्त किया गया है और हम WH PV को WH load के बराबर रखते हैं कई महीनों की रीडिंग लेना अच्छा हो सकता है शायद साल के हर महीने और उस का औसत लें और फिर WH load की गणना के लिए इसका उपयोग करें तो यह मीन हो सकता है जिससे हमें लोड की अधिक कंसिस्टेंट वेल्यू मिले जिसकी हमें आवश्यकता है ताकि PV उस लोड को संबोधित कर सके एक सबसे खराब स्थिति का डिज़ाइन वह होगा जब हम पूरे वर्ष के लिए kWhmonth मैं रीडिंग लेते रहे और उनमें से सबसे उच्चतम वेल्यू को लें तो वह इस भवन के लिए अधिकतम एनर्जी होगी जिसकी आवश्यकता है और WH load MaxkWhmonth 30 होगा जो अधिकतम एनर्जी है kWh day मैं जो PV को आपूर्ति करनी होगी जिससे 0 एनर्जी बैलेंस बना रहे तो PV की वाट आवर आवश्यकता को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से या तो सबसे खराब स्थिति वाले वेल्यू ले जहां हम kWhmonth का अधिकतम वेल्यू ले सकते हैं या औसत वेल्यू ले सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आवेदन के संदर्भ में क्या बाधाएं हैं अगला हमें दैनिक एनर्जी की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है जो कि वायुमंडलीय प्रभावों के साथ β एंगल पर टिलटेड फ्लैट प्लेट पर इंसीडेंट होती है और यह हम जानते हैं कि कैसे करना है इसलिए डे नंबर और Hat का ग्राफ बनाएं इसलिए आपको संभवतः इस तरह का एक कर्व मिलेगा यह वह कर्व है जो 1 जनवरी N1 से 31 दिसंबर N 365 तक जाता है तो कहीं हम कहते हैं की हमारे पास एक न्यूनतम वेल्यू है अब यह टिलटेड फ्लैट प्लेट पर वायुमंडलीय प्रभावों के साथ वर्ष में किसी भी दिन की उपलब्ध इंसीडेंट एनर्जी की सबसे खराब स्थिति है और हमें इसका पता लगाने और उपयोग करने की आवश्यकता है PV साइजिंग के लिए तो इस विशेष वैल्यू Hat min का पता लगाएं जो kWhm2day मैं है हम स्क्रिप्ट फ़ाइल को निष्पादित करके Hat का पता लगा सकते हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी तो यह फ़ाइल hat estm है यह किसी दिए गए लाटीट्यूड के लिए Hat की वेल्यू का अनुमान लगाता है इसलिए मैंने बैंगलोर को लाटीट्यूड के रूप में चुना है आप इस फ़ाइल की सामग्री से परिचित हैं हमने इसे पहले लिखा है और इस पर चर्चा की है तो अब हम ओक्टेव में इसे निष्पादित करते हैं जिससे आपको इस तरह का आउटपुट चित्र मिलेगा तो यह नीली रेखा H0 बनाम डे नंबर है तो N1 को 1 जनवरी और N365 को 31 दिसंबर है हरे रंग की लाइन Hat है यह टिलटेड फ्लैट प्लेट पर वायुमंडलीय प्रभावों के साथ गिरने वाली इंसीडेंट एनर्जी है जिसकी यूनिट kWhm2day होगी अब बैंगलोर के लिए यहाँ देखें कहीं न कहीं यह न्यूनतम है इसलिए यदि आप इस बिंदु को लेते हैं तो यह 195 के आसपास होगा अगर मैं इस स्थान पर ज़ूम करता हूं तो आप देखेंगे कि लगभग 195 डे नंबर पर आपके पास Hat का न्यूनतम वेल्यू है जो कि 46 के आसपास है आप min टाइप करके Hat का न्यूनतम वेल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो आपको 45866 kWh m2 day देगा और यह उस दिन की संख्या N 195 या 196 है अब हम डे नंबर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं जो मूल रूप से Hat अरे का इंडेक्स है अब मुझे q Hat ≤ min सेट करने दे जिसका अर्थ है कि सभी तत्व 0 हो जाएंगे min मान के तत्व को छोड़कर फिर q ढूंढें यह q के नान जीरो तत्व को खोजेगा जो कि 196 इंडेक्स पर है इसलिए Hat में न्यूनतम वेल्यू 45866 होना चाहिए और N196 जुलाई महीने के 16 तारीख के आस पास होगा तो आप एक कमांड calendar 201707 टाइप कर सकते हैं तो कहीं न कहीं 16 जुलाई को N196 के अनुरूप होगा या आप इस तरह से datenum कमांड का उपयोग कर सकते हैं तो कमांड datenum20170716 datenum20170101 एक नंबर देता है तो यह 196 देता है जो 16 जुलाई को होगा तो मूल रूप से 16 जुलाई के आसपास आपके पास न्यूनतम Hat वेल्यू होती है जो 458 kWhm2day है अब यह महत्वपूर्ण वेल्यू है जो आपको यहां से लेकर जाना है और आपको अपना पीवी पैनल डिज़ाइन करना होगा इस सबसे कम इंसुलेशन के दिन के हिसाब से जिससे वर्ष में कोई भी दिन कवर किया जा सके आइए हम Hatmin को खोजने और गणना में इसके उपयोग के जरूरत को समझें तो मुझे X और Y बनाने दे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां X पर "t" दिन के समय को घंटे में दिखा रहा है और Y कोऑर्डिनेट "L" है जो इंसुलेशन को kWm2 में दिखा रहा है यहां मुझे सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे को दिखाने दें और मुझे इंसुलेशन कर्व बनाने दे जो कुछ ऐसा दिखेगा और इस कर्व को इंटीग्रेट करके हमें एनर्जी मिलेगा जो Hatmin के बराबर होगा तो वर्ष के हर दिन आपके पास कुछ इस तरह से इंसुलेशन की वेवफॉर्म होगी और इसके तहत आने वाला क्षेत्र आपको Hat देगा और हमने पूरे वर्ष के सभी दिनों की Hat पर ध्यान दिया और पाया कि वर्ष में एक विशेष दिन हमारे पास वायुमंडलीय प्रभावों के साथ झुकी हुई सतह पर न्यूनतम एनर्जी होती है इस प्रकार यह Hatmin है और बैंगलोर के लिए हमने पाया कि यह वेल्यू लगभग 458 kWhm2day है अब इंसुलेशन बनाम "t" की तस्वीर को इस फैशन में समान रूप से दिखाया जा सकता है मैं एक और इंसुलेशन बनाम "t" के ग्राफ में लिख रहा हूं और इस पर मैं स्टैंडर्ड इंसुलेशन को इंगित करने वाली रेखा को चिह्नित करने जा रहा हूं जो 1 kWm2 है अब क्या मैं इस क्षेत्र को एक रैक्टेंगुलर क्षेत्र में मैप कर सकता हूं जिसमें इंसुलेशन L की अधिकतम वेल्यू स्टैंडर्ड वेल्यू हो जो कि 1 kWm2 है तो मैं दोपहर के लिए इस लाइन को चिह्नित करता हूं और लाइन के दोनों ओर मैं इन लाइनों को बनाता हूं जिससे आपको रैक्टेंगल मिलेगा जिसकी चौड़ाई संख्यात्मक रूप से 458 के बराबर है हम इस विशेष उदाहरण के लिए इसे 458 आवर रखेंगे Hat के किसी अन्य वेल्यू के लिए यह Hat आवर होगा तो यह क्षेत्र का एरिया क्या है अब यह क्षेत्र का एरिया होगा जहां ऊंचाई 1 और चौड़ाई 458 है तो यह क्षेत्र का एरिया भी इस वेल्यू के बराबर ही होगा तो यह आपको एक समतुल्य एरिया देगा जो Hat min से मेल खाता है यहाँ एकमात्र अंतर यह है कि यह एक रैक्टेंगुलर प्रोफाइल है और यह कहता है कि यदि 1 kWm2 इंसोलेशन वेल्यू मिलता है तो केवल 45 आवर के लिए आपको इंसिडेंट रेडिएशन की जरूरत होगी तो आइए हम सोलर पैनल का सिंबल बनाते हैं और इसमें आउटपुट टर्मिनल को इंडिकेट किया गया है और इनपुट में सूर्य की रोशनी पैनल पर गिर रही है और वह 1 kWm2 इन्सोलशन के बराबर है पैनल का अपना एरिया है जो की A m2 है अब पैनल पर गिरने वाली पावर A m2 1 kWm2 के बराबर है और आउटपुट मैं हमें ɳ A m2 1 kWm2 458 hour kWh एनर्जी हर दिन मिलेगी पैनल से तो अधिक सामान्य शब्दों में हम कहते हैं की अब यह Pin 1 kWm2 आपको इनपुट पावर देगा और 458 संख्यात्मक रूप से Hat min के बराबर होगा इसलिए हम कहेंगे ɳ WHPV हैं फोटोवोल्टिक पैनल सेट आउटपुट लोड की आवश्यकता को आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए जो हमने यहां WHPV के रूप में सेट किया है जो कि आवेदन पक्ष से आ रहा है इसलिए पैनल के प्लेट का एरिया जो हमें वास्तव में खरीदना और स्थापित करना है वह A WHPV ɳ के बराबर होगा अब यह बैटरी के बिना एक जरूरत के लिए फोटोवोल्टिक पैनलों को आकार देने के लिए डिज़ाइन इक्वेशन है जहां WHPV वह लोड है जिसकी आवश्यकता है यह मेरे विभाग भवन की छत पर स्थापित सोलर पैनल की एक तस्वीर है अब ये सोलर पैनल हैं और A जो हमने निकाला है वह इन सोलर पैनलों के एरिया को इंगित करता है हालांकि वास्तविक एरिया जिसकी जरूरत है वह थोड़ा अधिक है A से आपको बीच में कुछ रिक्त स्थान की आवश्यकता होगी जिससे कि निरीक्षण कर सकें माउंट कर सकें पैनल की सफाई कर सकें एवं पैनल की मेंटेनेंस और रखरखाव कर सकें आपको यहां एक मार्ग एक गलियारे की आवश्यकता है ताकि रखरखाव करने वाले लोगों को इधर उधर घूमने और लोगों को साफ सफाई बनाए रखने की अनुमति देने मैं सुविधा हो इतना ही नहीं आप पैनल के सेट के बीच थोड़ा जगह को खाली करना चाह सकते हैं ताकि इस पैनल की छाया यहां पड़ोस वाले पैनल पर बहुत अधिक न पड़े और जिससे उपलब्ध आउटपुट पावर कम हो जाए इसलिए खाली जगह की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है और यह उस जगह पर निर्भर करता है जहां पैनल स्थापित होते हैं तो सामान्य तौर पर आवश्यक एरिया गणना किए गए एरिया A से अधिक होगी तो जिस A की गणना की जाती है उसे इन्ट्रिन्सिक एरिया कहा जाता है हालांकि प्रैक्टिकल एरिया गणना की तुलना में 30 अधिक होगी और आप रखरखाव और सफाई कार्यों के लिए अतिरिक्त 30 निर्धारित कर सकते हैं इस गणना किए गए एरिया को मीटर स्क्वायर में इन्ट्रिन्सिक एरिया कहते हैं हालांकि हमें यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वास्तविक एरिया क्या है जो आपको चाहिए इसलिए हम इस एरिया को जिसकी हमें आवश्यकता है उसे इन्ट्रिन्सिक एरिया कहते हैं जिसकी गणना इस तरह की जाती है और आपको कुछ और एरिया जोड़ना होगा रखरखाव एवं सेवा उद्देश्यों के लिए इसलिए आपके पास 13 गुना इन्ट्रिन्सिक एरिया के बराबर एरिया होना चाहिए तो यह एक विशेष एप्लीकेशन के लिए विशेष रूप से दिए गए वाट आवर की आवश्यकता के लिए आवश्यक हमारा एरिया होगा